अविष्कार कैसे दिखते हैं अविष्कार कैसे दिखते हैं यह एक साधारण प्रश्न की तरह लग सकता है एक आविष्कार वैसा दिखेगा जैसा ये दिखना चाहिए यह एक साधारण प्रश्न की तरह लग सकता है एक आविष्कार वैसा दिखेगा जैसा ये दिखना चाहिए लेकिन सवाल पेटेंट के नजरिए से है जब आप किसी आविष्कार का पेटेंट कराते हैं तो पेटेंट मसौदा तैयार करने का उद्देश्य केवल आविष्कार का वर्णन नहीं करना होता है लेकिन सवाल पेटेंट के नजरिए से है जब आप किसी आविष्कार का पेटेंट कराते हैं तो पेटेंट मसौदा तैयार करने का उद्देश्य केवल आविष्कार का वर्णन नहीं करना होता है आविष्कार समय और स्थान में मौजूद होगा और एक आविष्कार में भौतिक अवतार हो सकते हैं आविष्कार समय और स्थान में मौजूद होगा और एक आविष्कार में भौतिक अवतार हो सकते हैं इसलिए एक पेटेंट विनिर्देश में जब आप एक पेटेंट का मसौदा तैयार करते हैं तो आप केवल शब्दों में आविष्कार का वर्णन नहीं करेंगे इसलिए एक पेटेंट विनिर्देश में जब आप एक पेटेंट का मसौदा तैयार करते हैं तो आप केवल शब्दों में आविष्कार का वर्णन नहीं करेंगे आप भौतिक अवतार का वर्णन नहीं करेंगे बल्कि आप आविष्कार का वर्णन करेंगे और वह आपके आविष्कार का शाब्दिक वर्णन करेगा आप भौतिक अवतार का वर्णन नहीं करेंगे बल्कि आप आविष्कार का वर्णन करेंगे और वह आपके आविष्कार का शाब्दिक वर्णन करेगा भौतिक अवतार वह होता है जो आप एक आविष्कार में देखने और अनुभव करने में सक्षम हैं भौतिक अवतार वह होता है जो आप एक आविष्कार में देखने और अनुभव करने में सक्षम हैं उदाहरण के लिए एक आविष्कारक इस गैजेट के साथ आपके कमरे में आता है जिसका उसने नया आविष्कार किया है उदाहरण के लिए एक आविष्कारक इस गैजेट के साथ आपके कमरे में आता है जिसका उसने नया आविष्कार किया है इसलिए जिस तरह से आविष्कार एक आम आदमी को दिखता है वह भौतिक अवतार है इसलिए जिस तरह से आविष्कार एक आम आदमी को दिखता है वह भौतिक अवतार है लेकिन पेटेंट प्रारूपण में हम भौतिक अवतार के बारे में बात करते हैं लेकिन हम भौतिक अवतार धारणाओं को साथ लेने के बारे में अधिक केंद्रित होते हैं लेकिन पेटेंट प्रारूपण में हम भौतिक अवतार के बारे में बात करते हैं लेकिन हम भौतिक अवतार धारणाओं को साथ लेने के बारे में अधिक केंद्रित होते हैं तो यह वही है जिसे हम आविष्कार के टेकस्टुअलाइजेशन किया जाता है तो यह वही है जिसे हम आविष्कार के टेकस्टुअलाइजेशन किया जाता है अब यह महत्वपूर्ण क्यों है अब यह महत्वपूर्ण क्यों है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारूपण में आप एक शाब्दिक रूप में आविष्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारूपण में आप एक शाब्दिक रूप में आविष्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए भौतिक अवतार अब शब्दों और आंकड़ों में परिवर्तित हो जाता है इसलिए भौतिक अवतार अब शब्दों और आंकड़ों में परिवर्तित हो जाता है आइए आपको यह दिखाएँ कि यह कैसा दिखता है आइए आपको यह दिखाएँ कि यह कैसा दिखता है हमने बिजली के बल्ब का पेटेंट देखा और पेटेंट में चित्र का विवरण था हमने बिजली के बल्ब का पेटेंट देखा और पेटेंट में चित्र का विवरण था लेकिन जिस तरह से एक दावे में बिजली के बल्ब का वर्णन किया गया है वह तापदीप्त के रूप में है जो उच्च प्रतिरोध के कार्बन के एक फिलामेंट से बना है और धातु के तारों द्वारा सुरक्षित किया गया है लेकिन जिस तरह से एक दावे में बिजली के बल्ब का वर्णन किया गया है वह तापदीप्त के रूप में है जो उच्च प्रतिरोध के कार्बन के एक फिलामेंट से बना है और धातु के तारों द्वारा सुरक्षित किया गया है तो आप देखते हैं कि वास्तविकता में एक आविष्कार किसी भी बिजली के बल्ब की तरह लग सकता है तो आप देखते हैं कि वास्तविकता में एक आविष्कार किसी भी बिजली के बल्ब की तरह लग सकता है लेकिन जब आप एक पेटेंट का मसौदा तैयार करते हैं तो आप इसका केवल वर्णन नहीं करते हैं लेकिन जब आप एक पेटेंट का मसौदा तैयार करते हैं तो आप इसका केवल वर्णन नहीं करते हैं आप आविष्कार को टेकस्टुअलाइज करने जा रहे हैं और इसे निर्धारित तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं आप आविष्कार को टेकस्टुअलाइज करने जा रहे हैं और इसे निर्धारित तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं फिर हमने प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार को देखा था फिर हमने प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार को देखा था आम आदमी के लिए प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन की तरह दिखेगी जो कुछ कार्यों को करने में सक्षम है लेकिन जब आप किसी पेटेंट के लिए प्रिंटिंग प्रेस के दावा का मसौदा तैयार करते हैं तो यह दावा इस तरह पढ़ा जाएगा जैसा हमने यहां वर्णन किया हैजैसे दावे के तत्वों का यहां वर्णन किया गया है आम आदमी के लिए प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन की तरह दिखेगी जो कुछ कार्यों को करने में सक्षम है लेकिन जब आप किसी पेटेंट के लिए प्रिंटिंग प्रेस के दावा का मसौदा तैयार करते हैं तो यह दावा इस तरह पढ़ा जाएगा जैसा हमने यहां वर्णन किया हैजैसे दावे के तत्वों का यहां वर्णन किया गया है इसलिए वर्णनात्मक भाग जब एक पेटेंट का वर्णन किया जाता है तो शब्दों और आंकड़ों में होगा इसलिए वर्णनात्मक भाग जब एक पेटेंट का वर्णन किया जाता है तो शब्दों और आंकड़ों में होगा फिर यहाँ टेलीफोन का दावा है फिर यहाँ टेलीफोन का दावा है टेलीग्राफी को बिजली की संवेदी धाराओं के द्वारा कंपन के रूप में सेट किया जाता है टेलीग्राफी को बिजली की संवेदी धाराओं के द्वारा कंपन के रूप में सेट किया जाता है इसलिए एक आम आदमी के लिए एक टेलीफोन वैसा होता हैजैसा उसे दिखाई देता है इसलिए एक आम आदमी के लिए एक टेलीफोन वैसा होता हैजैसा उसे दिखाई देता है लेकिन पेटेंट के प्रयोजनों के लिए आपको आविष्कार का निर्धारण इस तरह से निर्धारित तरीके से करना होगा कि आप बता सकें कि क्या आविष्कार किया गया है और क्या संरक्षित किया गया है लेकिन पेटेंट के प्रयोजनों के लिए आपको आविष्कार का निर्धारण इस तरह से निर्धारित तरीके से करना होगा कि आप बता सकें कि क्या आविष्कार किया गया है और क्या संरक्षित किया गया है